इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और आज यहां हम देखेंगे कि वास्तव में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है इसलिए हमने ऑपएंप को इनवर्टिंग के रूप में देखा है हमने ऑपएंप को नॉन इनवर्टिंग के रूप में देखा है और हमने ऑपएंप को एक एम्पलीफायर के रूप में देखा है तो आइए देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यदि आप स्क्रीन पर देखते हैं तो यह मेरे पास ओपेंप है जोकि निम्नलिखित चित्र या निम्नलिखित सर्किट के निम्नलिखित कंफीग्रेशन में है तो मैं यह देख पा रहा हूं कि मैंने इनवर्टिंग के साथ साथ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में एक इनपुट लागू किया है ठीक है यहां मैंने एम्पलीफायर के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के साथ साथ इनवर्टिंग के लिए एक इनपुट लागू किया है मेरे पास R1 R2 है ठीक है इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन में मैं अपना आउटपुट वोल्टेज Vo कैसे पा सकता हूं पहला मामला यह है कि मुझे आउटपुट वोल्टेज Vo को कैसे खोजना है और Vo के संबंध में R2 R1 V1 V2 के बीच क्या संबंध है तो आप इन बिंदुओं को देखते हैं एक V और एक V है अब मैं क्या देख सकता हूँ V V हैक्यों क्योंकि opamp में करेंट 0 है या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से V1 V2 या V V है इसलिए यह पहला तथ्य है जिस पर हम विचार कर रहे हैं यह मान जो कि i1 है तो हम यहां i1 के जिस मान की चर्चा कर रहे हैं वह यहां है तो यह मान कुछ और नही बल्कि V1 V है इसलिए R1 होगा ठीक है और अगर मैं इस मान पर विचार करूं तो यह कुछ और नहीं बल्कि V होगा क्योंकि यदि आप यहां देख सकते हैं तो यह R2 Vo R2 होगा तो मेरा V क्या है अब अगर मैं इस मान V को जानना चाहता हूं V क्या है V के लिए हम इसको ग्राउंड मानेंगे आपके पास वोल्टेज है जो कि यहां है तो यह एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह है इसलिए क्योंकि आप यहाँ V2 देखते हैं और यहाँ यह ग्राउंड है तो ऐसा लगता है कि हम माप रहे हैं हमारे पास V2 है हमारे पास R1 है हमारे पास R2 है और हम V को मापना चाह रहे हैं ठीक है इसलिए अब मुझे V पता है ठीक है क्योंकि V V इसलिए मैं अपने i1 का मान इन दोनों मानों के बराबर ही रखूंगा तो V R1V VoR2 ठीक है यह मान है अब यदि मैं V के मान को रखता हूं अगर मैं इस समीकरण में V के मान को रखता हूं तो मैं जो लिखूंगा वह V1 है यह मान R1 से विभाजित किया गया है R2 इस पूरे मान से विभाजित होता है फिर से हम यहाँ इस स्थान पर रख रहे हैं इसलिए अगर मैं इसे और हल करूं तो मेरे पास क्या होगा जब मैं पूरा समीकरण हल कर दूंगा तो मुझे यह मिल जाएगा तो यह कर क्या रहा है यह डिफरेंशियल एम्पलीफायर है यह परिवर्धित करता है यह आउटपुट पर वोल्टेज डिफरेंस को परिवर्धित करता है और एमप्लीफिकेशन फैक्टर क्या है एमप्लीफिकेशन को रेजिस्टेंस R1 और R2 के मान से किया जाता है प्रवर्धन R1 और R2 के मानों को प्रतिस्थापित करके या उनका चयन करके किया जाता है R1 और R2 क्या है R1 और R2 मेरे फीडबैक रेसिस्टर्स हैं R1 और R 2 कुछ और नहीं बल्कि फीडबैक रेसिस्टर्स हैं आपको समझ आया तो इस तरह से यह डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम करेगा जब भी मैं दोनों टर्मिनलों पर वोल्टेज लागू करता हूं वोल्टेज v1 और यहां दूसरे टर्मिनल पर v2तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कुछ और नहीं बल्कि वोल्टेज डिफरेंस और R2 R1 गुणनफल होगा यह वह सूत्र है जिसे आपको याद रखना है और यह आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा तो आइए एक उदाहरण को हल करें इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहां दिखाया गया है यह दिया गया है कि R1 R3 10 किलो ओम kilo ohms तो यह 10 किलो ओमkilo ohms है R2 Rf 20 यह 20 है आउटपुट वोल्टेज को हल करने के लिए हमें Vo को प्राप्त करना होगा ठीक है इनपुट वोल्टेज को V1 टर्मिनल से और इनपुट रसिस्टेंस को भी V1 टर्मिनल से तीन मामलों के लिए निकालेंगे V1 0 और V1 V i2 तो हम इसे एक एक करके देखते हैं अब क्योंकि Rf R3 R2 R1 आउटपुट वोल्टेज को ऐसे लिखा जा सकता है यदि मैं मान को प्रतिस्थापित करूं तो 2010 2 तो यह 2 गुने होगा Rf 20 किलो ओम और R3 10 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस vI1 और vI2 इस तरह से बदलेगा तो अब क्या होगा इसलिए इनपुट रसिस्टेंस Vi टर्मिनल तक कुछ और नहीं बल्कि R1 R2 होगा यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो हम पाएंगे कि इनपुट रसिस्टेंस टर्मिनल Vi1 तक R1 R2 होगा R1 10 R2 20 है इसलिए यह 30 किलो ओम है जब Vi1 Vi2 के बराबर होगा तब इनपुट रेजिस्टेंस Vi2 क्या होगा हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम Kirchhoff's voltage law लगाएंगे तो यह पाएंगे कि यदि हम इस सर्किट को देखते हैं तो आपको इस सर्किट को देखना होगा हम यह पाएंगे की हम इसे कैसे हल कर सकते हैं ऐसे ही V i2 को भी इसलिए जब आप इसे और हल करते हैं तो आप या पाएंगे V i2 i 2 इस विशेष मान के बराबर है इसलिए मान को प्रतिस्थापित करने के बाद टर्मिनल दो पर इनपुट रजिस्टेंस V2 i2 होगा ठीक है जो कि कुछ और नहीं बल्कि टर्मिनल 2 तक इनपुट रजिस्टेंस होगा इसलिए यदि हम उन मान को प्रतिस्थापित करते हैं जो मेरे पास होंगे 6 किलो ओम तो मेरे पास 6 किलो ओम का मान है तो इस तरह से हम डिफरेंशियल एंपलीफायर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं अब समझें कि हम इन चीजों को हल करने में थोड़ा तेज हो गए हैं तो मैं अपने व्याख्यान को थोड़ा तेज कर रहा हूं इस कारण से आपको यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे टीचर के साथ साथ सामंजस बना कर चलते हैं यह भी एक एक तरह की कुशलता है जिसे विद्यार्थियों को सुनने वालों को अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि अगर रफ्तार तेज हो तो हमें अपने समझने की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए और यह तभी मुमकिन है जब हमारा सरल व्याख्यान स्पष्ट हो इसलिए जब मैं अचानकवर्चुअल ग्राउंड के बारे में बात करूं तो आपको वापस जाने और देखने की ज़रूरत ना हो ठीक है कि वर्चुअल ग्राउंड क्या है क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं और आपको पहले से ही पता है कि वर्चुअल ग्राउंड क्या है इसी तरह जब मैं इनवाइटिंग नान इनवर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करता हूं तो तुरंत आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि उस पर एक मामला एक डिफरेंशियल एमप्लीफायर का Vo कुछ और नहीं बल्कि Rf R1 or Rf R1 अब अगर मैं डिफरेंशियल एमप्लीफायर के प्रश्नों को हल करने के बारे में बात करता हूं तो इस तरह से आप डिफरेंशियल एमप्लीफायर के सवालों को हल कर सकते हैं इसलिए हमने दो सवाल लिए हैं जिनमें हमने डिफरेंशियल एमप्लीफायर को हल किया है अब यदि मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं जहां पर एक करेंट से वोल्टेज कनवर्टर है इसलिए यदि आप स्क्रीन में आते हैं तो यहां एक करेंट से वोल्टेज कनवर्टर है आप यहाँ जो देख रहे हैं यह पहला सर्किट है और अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो Ii I1 के बराबर होगा इसलिए एक और तरीका है V और V V 0 जो सही भी है इसलिए यदि मैं मान रखता हूं और 0 Vo कुछ और नहीं बल्कि lfRf होगा क्योंकि Vi1 जो भी होगा 0 और यहां Vo है तो 0 Vo lf Rf तो Vo lf Rf ट्रांसरजिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि तो चलिए अब हम इस विशेष सर्किट को देखते हैं अब मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा कि ट्रांसकंडक्शन और ट्रांसरेसिस्टेंस क्या है और इसे कैसे परिभाषित किया जाता है यह आपका होमवर्क है और अब हमने डेल्टा Vo को डेल्टा Ii द्वारा भाग दिया है तो समझने की कोशिश करिए कि ट्रांसरेसिस्टेंस क्या है जरा सोचिए और खुद से भी सीखने की कोशिश करिए अब Vo If Rf सही तो यह सर्किट का आउटपुट वोल्टेज है जब आपको यह सर्किट दिया गया था अब हम इस विशेष सर्किट पर विचार करते हैं जो कि हमारा फोटोडायोड सर्किट है इसलिए यदि आपको एक फोटोडायोड दिया जाता है तो आप आउटपुट को कैसे माप सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक फोटोडायोड है और प्रति एक मिलीवॉट इंसीडेंट रेडिएशन से जो i1 पैदा होगा वह होगा 25 माइक्रोएम्पीयर तो इतना करेंट हम उत्पन्न कर सकते हैं तो 50 मिलिवोल्ट पर पावर क्या होगा करंट क्या होगा 50 मिलीवाट यह 50 गुणा 25 गुणा 10 पर 6 हो जाएगा क्योंकि यह मिलीएंपियर 125 मिलीएंपियर है अब अगर मैं मान लेता हूं कि Rf 32 किलो ओम है तो मेरा आउटपुट वोल्टेज Vo 4 वोल्ट होगा इसलिए फिर से अगर मुझे एक फोटोडायोड सर्किट दिया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और अगर मुझे कहा गया है कि i1 25 माइक्रोएम्पीयर है जो कि उतनी करेंट होगी जो फोटो डायोड प्रत्येक मिलीवाट का विकिरण इंसीडेंट करने पर पैदा करता है और 50 मिलीवाट पर अंतिम परिणाम वोल्टेज का 50 मिलीवाट पर kya होना चाहिए अंतिम वोल्टेज क्या होना चाहिए तब मुझे इस सूत्र का उपयोग करना था और फिर मैंने यह माना कि Rf का मान 32K ओम है मेरे पास आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट होगा तो इस तरह से करेंट से वोल्टेज कनवर्टर काम करता है और फोटो डायोड सर्किट एक करेंट से वोल्टेज कन्वर्टर का मुख्य उदाहरण है और हम यह देखा कि कैसे डिफरेंशियल एमप्लीफायर काम करता है तो यह इतना इस विशेष मॉड्यूल के बारे में था अगले मॉड्यूल में हम एक इंटीग्रेटर के उपयोग को देखेंगे और फिर एक अन्य मॉड्यूल में हम एक डिफरेंसीएटर के उपयोग को देखेंगे आप देखते हैं कि मैं इस मॉड्यूल को छोटे मॉड्यूल में तोड़ रहा हूं या छोटे मॉड्यूल में व्याख्यान को तोड़ रहा हूं ताकि आप अवधारणा को समझ सकें इसे पढ़ सकें प्रश्नों को हल कर सकें और अधिक प्रश्न आपको मिले और आप उसे खुद से हल कर सके ठीक है और यह भी देखें कि इस एम्पलीफायरों का उपयोगक्या है इसलिए इसीलिए मैं 20 25 30 आधे घंटे का समय को कम कर रहा हूं जो भी लेक्चर मैं लाऊंगा उसे मैं चाहे जितने मॉड्यूल्स में ला सकूं ताकि आपके पास समझने के लिए पर्याप्त समय हो और फिर आपको समझ आ जाए फिर और अधिक हल करिए और अगर आपके पास कोई प्रश्न है यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आपको पूछने की पूरी आजादी है इसलिए अगले मॉड्यूल में हम इंटीग्रेटर देखेंगे तब तक इस चीज के बारे में जानें जो पढ़ाया गया है उसे समझें समझें कि वोल्टेज कनवर्टर में करेंट कैसे काम करती है और कुछ और उदाहरणों को स्वयं हल करिए तब तक ध्यान रखिए मैं आपको अगले मॉड्यूल में मिलूंगा तब तक के लिए अलविदा